अब हम इस मैनीपुलेटर ज्ञात हैं अब यहाँ यह विशेष 05T r 11 r 12 r 13 है तो ये 3 × 3 रोटेशन या अभिविन्यास गणना में जैसे कि हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं उदाहरण के लिए इसलिए यह हमें पहले से ही अंतिम मैट्रिक्स 05T है अब यदि मैं इसे ज्ञात मैट्रिक्स मान नहीं मिलेंगे अब अगर मैं तत्व अनुसार इन दो मैट्रिक्स के माध्यम से मिला है इसलिए अगर मैं केवल तत्व अनुसार समान करता हूं तो हमें कुछ समीकरण मिलेंगे लेकिन के θ1 θ 2 θ 3 θ 4 θ5 मान का पता लगाने के लिए उन समीकरणों को हल करना मुश्किल हो सकता है और इसीलिए वास्तव में हम एक विशेष तरिके का उपयोग करने जा रहे हैं जैसे की एक विशेष पद्धति को सरल बनाना ताकि हम समीकरण को ऐसे रूप में प्राप्त कर सकें जिसे आसानी से हल किया जा सके अब यहाँ वास्तव में हम क्या करते हैं तो फॉरवर्ड किनेमाटिक को निर्धारित कर चुके हैं तो दोनों तरफ बाएं हाथ की तरफ और दाहिने हाथ की तरफ हम क्या करते हैं हम 01T −1 से गुणा करने की कोशिश करते हैं अब अगर मैं 01T −1 की 01T से गुणा करता हूं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स I होगा और इसीलिए इस पक्ष पर बायाँ हाथ होगा हमारे पास 21T 23T 34T 45T होगा और हम इस अभिव्यक्ति को विशेष रूप से प्राप्त करेंगे अब मैं जो करने जा रहा हूं मैं यह पता लगाने जा रहा हूं इस पक्ष के लिए अंतिम अभिव्यक्ति और उस विशेष पक्ष के लिए अंतिम अभिव्यक्ति आइए देखें कि उन अभिव्यक्ति का पता कैसे लगाया जाए और फिर हम यह पता लगाने के लिए जा रहे हैं कि इस विशेष समीकरण के दो पहलू क्या होने चाहिए और फिर तत्व अनुसार हम बराबरी करने जा रहे हैं अब बाएं हाथ की ओर यदि आप देखते हैं तो हम यह देख सकते कि क्या कुछ भी नहीं है लेकिन 01T −1 हैं तो यह विशेष मैट्रिक्स है

इसलिए ये दो मैट्रिक्स गणना कर रहे थे उदाहरण के लिए यदि आप एक नज़र देखना चाहते हैं तो यह मेरा 45T है या कहें कि यह 34T है और इसी तरह तो आपको क्या करना है यहां हम चार ऐसे 4 मैट्रिक्स प्राप्त करूंगा अब अगर मैं बस जाता हूं तो हमें इतनी बड़ी अभिव्यक्ति मिलेगी और यह 4 × 4 मैट्रिक्स को प्राप्त करूंगा और यह 15T है अर्थात यह आपकी 21T 23T की तरह है तो यह आपके 15T रूप में लिखा जा सकता है तो यह 15T है तो यह 15T मैं इसे यहां लिखने जा रहा हूं तो यह कुछ नहीं बल्कि आपका 15T है तो यह 15T है तो इस पक्ष में मुझे ये दोनों मिल रहा है इसलिए यह विशेष मैट्रिक्स मिल रहा है अब तत्व अनुसार मैं सिर्फ बराबरी करने जा रहा हूं उदाहरण के लिए पहली पंक्ति पहला कॉलम यह विशेष तत्व इसके बराबर रखा जाएगा अगर जरुरत पड़ती है तो यह इसी तरह हमारी मदद करेगा तो आइए हम इन विशेष स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें तो मैं इस की बराबरी कर सकता हूं मैं इस की बराबरी कर सकता हूं फिर मैं इस की बराबरी कर सकता हूं इसलिए इन विशेष तत्वों की समानता से हम अलग अलग शब्दों का पता लगाने में सक्षम होंगे बल्कि अलग अलग समीकरण अब यदि मैं सिर्फ बराबरी करता हूं तो मुझे समीकरणों का एक सेट मिल जाएगा उदाहरण के लिए यदि आप स्थिति q x c1 q y s1 L2 c2 L2 c23 देखें और यह आपके समीकरण मिलेगा और अब वह ओरिएंटेशन या रोटेशन हमें समान करना होगा और यदि हम बराबरी करते हैं तो हम s 234 को c 234 के बराबर समझ सकते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं सिर्फ s 234 और c 234 पता लगाने जा रहा हूँ तो यह आपके s 234 के अलावा कुछ नहीं है और यह c 234 है तो यह s 234 के बराबर होना चाहिए c 234 r 33 के बराबर होना चाहिए और तो हम sinθ5 और cosθ5 अभिव्यक्ति का पता लगा सकते हैं तो यह विशेष रूप से sinθ5 इसके बराबर किया जाएगा और इस cosθ5 इसके बराबर किया जाएगा और स्थिति हमने पहले ही समान कर दिए हैं अब यदि यह स्थिति है तो मुझे इस तरह के सभी समीकरण मिलेंगे यह आपका समीकरण तब हमें 5 वाँ समीकरण मिला है यह आपका 6 वाँ समीकरण है और यह आपका 7 वां समीकरण है अब हालांकि हमें केवल 5 अज्ञात मिले हैं हमें समाधान खोजने के लिए इन सात समीकरणों की मदद लेनी होगी इसलिए भले ही आवश्यक समीकरणों की न्यूनतम संख्या की 5 है 5 समीकरणों की मदद से हम सभी पांच θ मान पता लगाने के लिए सक्षम नहीं होगा अब आइए देखें कि इस समीकरणों का सेट का उपयोग करते हुए कैसे θ1 θ 2 θ5 के मान का निर्धारण कैसे करें अब पहले हम समीकरण

तो इन पांच θ मान में से एक θ मान मैं बहुत आसानी से पता लगाने में सक्षम हूं और यह θ1 है अब हम देखते हैं कि अन्य θ मान का पता कैसे लगाया जाए अब अन्य θ मान का पता लगाने के लिए मुझे क्या करना है हमें अन्य समीकरणों की मदद लेनी होगी उदाहरण के लिए एक बार फिर से कहें यदि आप समीकरण संख्या को लिखते हैं तो यह है मान का पता कैसे लगा सकते हैं इसलिए मैं जो करता हूं हम वास्तव में उसी विधि का उपयोग करते हैं जैसे कि समीकरण को वर्ग करके और जोड़कर हम q x2 q y2 q z2 L12 L22 2L1 L2 c3 प्राप्त करते हैं इसे कैसे प्राप्त करें हम देखने का प्रयास करते है इसलिए मैं जो करता हूं यह मेरा समीकरण है तो मैं क्या कर रहा हूँ वर्ग करके और जोड़कर आपको q x वर्ग मिल रहा है फिर मुझे q y वर्ग मिल जाएगा फिर मुझे q z वर्ग मिल जाएगा और यह कुछ भी नहीं है लेकिन आपका L 1 वर्ग है तो आपका L 2 वर्ग प्लस 2 L 1 L 2 cos θ 3 आता है और फिर यहाँ 2L1 L2 cosθ3 मिलेगा अब इस भाग को वास्तव में आपके q 2 q 2 q 2 − L2 − L2 2L L cosθ 2 θ cosθ 2 sinθ 2 θ sinθ x y z 1 2 1 2 3 3 2 में रूप में सेलिखा जा सकता है तो यह θ 3 का अभिव्यक्ति इस विशेष अभिव्यक्ति का cos 1 है इसलिए अब तक हमने θ1 निर्धारित किया है θ1 हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और अब हमें θ3 मिल गया है पाँच मान में से दो मान हमें पहले ही मिल चुके हैं अब हम पहले समीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं अर्थात q x c1 q y s1 L1c2 L2 c23 पर अब यह समीकरण है तो यह विशेष समीकरण q x c1 q y s1 L1c2 L2 c23 है अब हम यहाँ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो यह समीकरण L2 cosθ 2 cosθ 3 − L2 sinθ 2 sinθ3 के रूप में लिखा जा सकता है तो यह विशेष रूप से cosθ 2 cosθ 3 sinθ 2 sinθ3 के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए अगर मैं सिर्फ यहां लिखता हूं तो मैं इस को c 2 और ब्रैकेट के भीतर L 1 प्लस L 2 cosθ 3 L 2 s 3 एक ब्रैकेट में फिर s 2 लिख सकता हूं और यह कुछ भी नहीं बल्कि q x cosθ 1 q ysinθ 1 है अब यदि आप अब तक देखते हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हमने θ1 की गणना की है तो हमने θ3 की गणना की है अब यहाँ अगर आप ऐसा देखते हैं तो यह L 1 L 2 cosθ3 है इसलिए यह ज्ञात मात्रा है क्योंकि मुझे पता है कि L 1 L 2 मुझे θ3 पता है तो यह ज्ञात मात्रा है इसी तरह यह L 2 sinθ3 है इसलिए यह भी ज्ञात मात्रा है और यहाँ इसलिए हम मान सकते हैं कि ज्ञात मात्रा L1 L2 cosθ3 ρ sinα और L2 sinθ3 ρ cosα हैं और यहाँ ρ तो मैंρ पता लगा सकता हूँ मैं इस विशेष α का पता लगा सकता हूं और अगर मुझे यह ρ और α पता है तो मैं नीचे लिख सकता हूं मैं इस अभिव्यक्ति को निम्न प्रकार से लिख सकता हूं तो यह ρ sin α c2 − ρ cosα s2 q x c1 q y s1 रूप में लिखा जा सकता है तो यह एक समीकरण है जो हम प्राप्त कर रहे हैं इसलिए पहले हमें सात समीकरण मिले और इन्हें ρ sin है अब वास्तव में एक ही सिद्धांत का पालन करके आप क्या कर सकते हैं इसलिए हम इस विशेष समीकरण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं अर्थात आपका समीकरण है अब समीकरण 8 और 9 को हल करके हम tan है तो यह α − θ 2 के लिए अभिव्यक्ति है और α पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं इसलिए हम इस विशेष θ 2 का पता लगा सकते हैं तो अब θ 2 भी ज्ञात है तो एक बार जब आप यह विशेष रूप से θ 2 निर्धारित कर लेते हैं तो अब तक हमें θ1 मिल गया है फिर हम θ 3 निर्धारित करते हैं फिर हमने वास्तव में θ 2 निर्धारित किया इसलिए इन पाँच मान में से तीन मान ज्ञात हैं अब यदि हम समीकरण के सेट पर वापस जाते हैं तो हमें कुछ sin जैसे समीकरण मिलते हैं तो मैं बहुत आसानी से tanr33 प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं यह प्राप्त कर सकता हूँ तो यह ज्ञात मात्रा है इसलिए मुझे पता चल सकता है कि θ 2 θ 3θ4 क्या है अब यह ज्ञात है और θ 2 मैंने पहले ही गणना कर ली है θ 3 मैंने पहले ही गणना कर ली है इसलिए मैं यह पता लगा सकता हूं कि θ 4 क्या है और एक बार आप इस विशेष θ4 तो इन दो समीकरण का प्रयोग करके बहुत आसानी से θ5 tan −1 को इस तरह से हल कर सकते हैं अब एक बात याद रखें यहां हमे इस विशेष इनवर्स कीनेमेटीक्स का टिप इस विशेष बिंदु को स्पर्श करे अब इस बिंदु को मैनीपुलेटर एक विशेष बिंदु तक पहुंचने में सक्षम होगा धन्यवाद